ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन II पार्ट 1 सभी को नमस्कार l इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणित पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है

उदाहरण के जरिए हम इस समस्या को देखेंगे लेकिन यह अनुमान लगाकर हमें क्या करना है